इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले दो व्याख्यान में हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का संक्षिप्त परिचय देखा और इसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने की प्रेरणा भी थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कैसे अलग है प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है इसके स्टेकहोल्डर कौन है आदि देखा इस व्याख्यान में हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सेवाओं के बारे में चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि यह दो प्रमुख प्रकारके प्रोजेक्ट ही लिए जाते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्हीं दो प्रकार के प्रोजेक्ट को प्रबंधन करना होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेवा प्रकार के प्रोजेक्ट हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखा और हमने पारंपरिक और आधुनिक प्रोजेक्ट में अंतर देखा दो मुख्य प्रकार के सॉफ़्टवेयर हैं जो दुनिया भर में विकसित किए जा रहे हैं एक को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास कहा जाता है सॉफ्टवेयर उत्पाद वे हैं जिन्हें हम किसी अन्य उत्पाद की तरह ही खरीद सकते हैं आप दुकान पर जा सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमें कहते हैं कि आपको एंटीवायरस पैकेज की आवश्यकता है आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या आप एक केस टूल चाहते हैं जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन अन्य प्रकार की परियोजनाएं सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं सेवाएं जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर जो प्रकृति में जेनेरिक होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर उत्पाद कहा जाता है ये ऑनलाइन स्रोत से खरीदने के लिए उपलब्ध हैं आप इसे खरीद सकते हैं ये पूर्व लिखित सॉफ़्टवेयर सभी के लिए उपलब्ध हैं कोई भी इसे ऑर्डर कर सकता है और इसे डिलीवर करवा सकता है लेकिन कस्टम सॉफ्टवेयर का विकास अन्य प्रकार की परियोजना है यह सॉफ़्टवेयर विशिष्ट उपयोगकर्ता के अनुरोध के आधार पर विकसित किया गया है एक या शायद कुछ उपयोगकर्ता हो सकते हैं जिनके पास सॉफ़्टवेयर की अपनी विशिष्ट आवश्यकता है और विकसित करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के मन में केवल कुछ उपयोगकर्ता हैं वे कुछ उपयोगकर्ताओं से आरंभ करते हैं वे इस परियोजना की शुरुआत करते हैं और फिर विकसित करने वाले ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उन्हें वितरित करते हैं यह जेनेरिक सॉफ्टवेयर नहीं है जो सभी के खरीदने के लिए उपलब्ध हैं लेकिन फिर एक दूसरा कस्टम सॉफ्टवेयर है जहां डेवलपर के पास एक समाधान है और प्रत्येक ग्राहक के पास छोटे संशोधन हैं जो आवश्यक हैं उदाहरण के लिए हम कहते हैं एक शैक्षणिक संस्थान हैं इसे अपनी गतिविधियों को स्वचालित करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए छात्र प्रवेश को ग्रेडिंग करना इत्यादि हो सकता है एक कंपनी ने इस शैक्षणिक संस्थान के लिए एक स्वचालन सॉफ्टवेयर विकसित किया हो लेकिन तब प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान की अपनी ग्रेडिंग प्रणाली प्रवेश प्रक्रिया होती है और जो अन्य संस्थानों से भिन्न हो सकती है यहां विकसित करने वाले आर्गेनाईजेशन के पास एक सॉफ्टवेयर है जो कुछ ग्राहकों के लिए या शायद कुछ ग्राहकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है लेकिन फिर एक और ग्राहक को छोटे बदलाव की आवश्यकता होती है और यहां से डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन एक परियोजना शुरू करता है जहां उसका सॉफ्टवेयर पहले से ही है इस परियोजना में केवल छोटे बदलाव किए जाने की आवश्यकता है इसलिए पहला उत्पाद विकास परियोजना है जहां डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास सामान्य ग्राहक की आवश्यकता है और वे सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं अन्य दो सेवा परियोजनाएं हैं ये कस्टम सॉफ्टवेयर हैं एक विशिष्ट उपयोगकर्ता है दूसरा यह सिर्फ मौजूदा समाधान का संक्षिप्त प्रदर्शन है सॉफ्टवेयर के उत्पाद प्रकार को भी दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक क्षैतिज बाजार के लिए है और दूसरा ऊर्ध्वाधर बाजार के लिए है ऊर्ध्वाधर बाजार शायद हमें बैंकिंग कहते हैं हम कहते हैं टेलीकॉम बिलिंग या शायद मेडिकल इन्वेंट्री प्रबंधन या शायद अस्पताल प्रबंधन इत्यादि हो सकते हैं तो यह विशिष्ट वर्टिकल जैसे बैंकिंग टेलीकॉम अस्पताल आदि के लिए है जबकि क्षैतिज बाजार सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए है उदाहरण के लिए डेटाबेस प्रबंधन या एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर इत्यादि ये उन ग्राहकों को बेचे जाते हैं जो स्वभाव से सामान्य होते हैं और किसी भी विशेष प्रकार के ग्राहक को ध्यान में नहीं रखते हैं एक और वर्गीकरण है कि क्या परियोजना में एक सूचना प्रणाली का विकास या एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर शामिल है एक सूचना प्रणाली सॉफ़्टवेयर डेटा एकत्र करता है डेटा संग्रहीत करता है फिर इस डेटा को कुछ आँकड़े और शायद कुछ अन्य डेटा आउटपुट उत्पन्न करने के लिए संशोधित करता है उदाहरण के लिए सूचना प्रणाली के कई उदाहरण हैं प्रबंधन सूचना प्रणाली जहां हम कहते हैं कि एक ट्रेडिंग हाउस कई वस्तुओं से संबंधित है यह थोक दर पर खरीदता है और फिर इसे व्यक्तिगत ग्राहकों को बेचता है यहां प्रबंधन सूचना प्रणाली ग्राहक की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखेगी फिर इन आवश्यकताओं को थोक में सोर्स करेगी और फिर इसे स्टोर करेंगे और वितरित करेंगे और साथ में खातों का प्रबंधन और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के बारे में रिपोर्ट करेंगे कि इन्वेंट्री स्तर लाभ हानि आदि क्या है एक अन्य सूचना प्रणाली शायद होटल प्रबंधन सॉफ्टवेयर हो सकता है जहां होटल के मेहमान बिल भुगतान करने के लिए पंजीकृत करते हैं होटल के कमरे बुक करने लाभ और हानि इत्यादि जानते है ये सभी होटल प्रबंधन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं हमारे पास एक रोगी प्रबंधन सॉफ्टवेयर हो सकता है जहां अस्पताल के मरीजों का पंजीकरण होता है डॉक्टर निश्चित समय पर अस्पताल जाते हैं और फिर मरीज अपने बिल का भुगतान करते हैं और फिर अस्पताल को डॉक्टरों को भुगतान करने की आवश्यकता होती है और फिर अंत में लाभ हानि का बयान होता है ये सभी सूचना प्रणाली या तो वेब आधारित हो सकती हैं या ये स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं एक वेब आधारित सॉफ़्टवेयर में सॉफ़्टवेयर को एक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके कहीं से भी संचालित किया जा सकता है जबकि एक स्टैंडअलोन सॉफ़्टवेयर में इसे केंद्रीय रूप से संचालित करने की आवश्यकता है एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में सूचना प्रणाली के विपरीत इनका ज्यादातर उपयोग कुछ हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है इसलिए यहां सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल कंट्रोल सॉफ्टवेयर परमाणु संयंत्र नियंत्रण सॉफ्टवेयर रोबोट खिलौने को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर टीवी रिमोट इत्यादि यहां हम जिन सॉफ्टवेयर सेवाओं की चर्चा कर रहे हैं यह एक अलग प्रकार की परियोजना है इसमें सॉफ्टवेयर उत्पाद परियोजनाओं की तुलना में अलग विशेषताएं हैं सॉफ्टवेयर उत्पाद परियोजना एक सामान्य उत्पाद विकसित करने के लिए किया जाता है सॉफ्टवेयर सेवाओं में इसमें मौजूदा सॉफ्टवेयर का अनुकूलन या ग्राहक के अनुरोध पर कुछ वस्तुओं को विकसित करना शामिल हो सकता है यह अब एक प्रमुख प्रकार की परियोजनाएं बनती जा रही है जिनमें से बहुत से सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाएं सॉफ्टवेयर सेवा परियोजनाएं भी हैं लेकिन यह सॉफ्टवेयर सेवा शब्द एक अम्ब्रेला शब्द है इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं उदाहरण के लिए विशिष्ट ग्राहक के अनुरोध पर मौजूदा सॉफ़्टवेयर को कस्टमाइज़ करना मौजूदा सॉफ्टवेयर का रखरखाव करना लेकिन तब ग्राहक कुछ बदलाव चाहते हैं शायद संवर्धन शायद प्रदर्शन में सुधार इत्यादि एक प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है यह भी एक प्रकार की सेवा परियोजना है सॉफ्टवेयर परीक्षण एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है लेकिन फिर डेप्लॉयमेंट से पहले परीक्षण करने की आवश्यकता है और एक आर्गेनाईजेशन शायद सिर्फ सॉफ्टवेयर परीक्षण करता है और वे सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं लेकिन उस संगठन के बारे में क्या है जो किसी अन्य संगठन को अनुबंध पर प्रोग्रामर की आपूर्ति करता है जो कुछ गतिविधियों को स्वचालित करना चाहता है और वे इस प्रकार बस कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर पाते हैं जो कोडिंग या अन्य असाइनमेंट या असाइन गतिविधि जैसे कि टेस्टिंग वगैरह करते हैं यह भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर सर्विस है लेकिन क्या कारण है कि अधिक से अधिक परियोजनाएं सेवा प्रकार की परियोजनाएं बन रही हैं लगभग 50 साल पहले एकमात्र प्रकार की सॉफ़्टवेयर परियोजनाएँ मौजूद थी वे सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रकार की परियोजनाएँ थीं लेकिन अब अधिक से अधिक परियोजनाएं सेवा प्रकार की परियोजनाएं बन रही हैं और आइए हम जांच करें कि शुद्ध उत्पाद विकास से सेवाओं के प्रकारों तक परिवर्तन का क्या कारण है एक यह है कि वर्षों में कंपनी द्वारा बहुत सारे कोड लिखे गए हैं और जब भी कोई नया अनुरोध होता है कंपनी मौजूदा कोड में से कुछ को संशोधित करके सॉफ्टवेयर को प्रभावी ढंग से विकसित कर सकती है यह पता लगा सकता है कि कौन सा कोड है जो ग्राहक की आवश्यकता के सबसे करीब है यह एक परियोजना से हो सकती है या यह कई परियोजनाओं को मिलाकर हो सकती है जो पहले पूरी हो चुकी है और तब इसमें केवल छोटे संशोधन कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को ग्राहक को डिलीवर बहुत जल्दी कम कीमत पर कर सकते हैं यह भी एक सेवा परियोजना है और यही मुख्य कारण है कि कंपनियां ऐसा कर रही हैं उनके पास बहुत सारे कोड हैं जो उन्होंने अतीत में कई परियोजनाओं को पूरा किया है और वे अनुरोध किए गए अगले सॉफ़्टवेयर को विकसित करने के लिए उन बहुत सारे कोड काफिर से उपयोग कर सकते हैं एक और कारण यह है कि व्यापार का वेग भी काफी बढ़ गया है इसके द्वारा हमारा मतलब है कि प्रतिस्पर्धा बहुत है विभिन्न उद्योगोंऔर विभिन्न कंपनियों के बीच बहुत प्रतिस्पर्धा है कि वे सॉफ्टवेयर विकास के लिए तेजी से काम करना चाहते हैं जो वे इसके लिए अधीर है मल्टीयर परियोजनाएं चली गईं कोई भी उन्हें नहीं चाहता है और यह अपेक्षा की जाती है कि एक सॉफ्टवेयर विकास कार्य 2 सप्ताह एक महीने और इसी तरह से पूरा हो और जिस तरह से इस विकास अनुरोध को पूरा किया जा सकता है वह एक प्रकार की सेवा परियोजना है जहां यह मौजूदा सॉफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन है तीसरा कारण यह है कि कार्यक्रम के आकार बड़े हो गए हैं और इसलिए यह जरूरी है कि अधिकांश कोड का पुन उपयोग किया जाए और केवल छोटा विकास किया जाए काम पूरा करने के लिए छोटा कस्टमाइजेशन लेकिन अभी भी दुनिया भर में लगभग आधी परियोजनाएँ उत्पाद प्रकार की परियोजनाएँ हैं और दूसरी आधी और सेवाएं हैं बेशक सेवाओं के प्रकार की परियोजनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन अगर हम भारतीय कंपनियों को देखें यहाँ हम पाते हैं कि अधिकांश परियोजनाएँ सेवा क्षेत्र में हैं ऐसा क्यों है कि हमारे पास बहुत कम उत्पाद विकास परियोजनाएं हैं उत्पाद विकास परियोजना का यह फायदा है कि एक बार सॉफ्टवेयर पूरा हो जाता है और यह बाजार में सफल होता है तो उत्पाद विकसित करने वाली कंपनी को स्थिर राजस्व मिलता है उदाहरण के लिए ओरेकल सॉफ्टवेयर एक बार विकसित होने के बाद यह हमारी कंपनी को लगातार राजस्व देता है जबकि इस तरह की सेवा परियोजना से कंपनी को लाभ कम होता है क्योंकि यह एक समय के राजस्व पर विकसित और बेची जाती है लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि भारतीय कंपनियों ने उत्पाद के प्रकार पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है अगर हम कारण पर गौर करें उत्तर यह है कि परियोजनाओं के उत्पाद प्रकार में उनका अंतर्निहित जोखिम है एक उत्पाद विकास में किसी ऐसी चीज़ को विकसित करने में बहुत पैसा लगाना होता है जिसकी आवश्यकता हो सकती है वह सफल हो सकती है या सफल नहीं भी हो सकती है जबकि एक सेवा परियोजना एक बार जब यह पूरा हो जाता है तो एक प्रकार का राजस्व होता है जो कि आश्वासित दिया जाता है और संभवतः इस कारण जोखिम से बचने के लिए लाखों डॉलर या रुपये का निवेश करते हैं जिससे कुछ विफलता हो सकती है मुझे लगता है कि यही कारण है कि भारतीय कंपनियों ने काफी हद तक सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है अब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की गतिविधियों को देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है परियोजना प्रबंधक गतिविधियों की योजना का बड़ा हिस्सा अवधि का अनुमान लागत का अनुमान प्रयास का अनुमान संसाधनों के आवंटन शेडूल बनाता है स्टाफिंग कर्मियों को भर्ती करें उन्हें प्रेरित करें और एक बार जब परियोजना शुरू हो जाए कर्मियों को निर्देशित करें और यह सुनिश्चित करें कि टीम काम पूरा करने के लिए काम करती है ऐसा है हर दिन करें जांचें कि योजना के अनुसार काम आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर आपको एक योजना विचलन प्राप्त होगा यदि विचलन है तो निगरानी करें और सुधारात्मक गतिविधि करें ताकि योजना में कोई परिवर्तन शामिल ना हो औरयह योजना को लगातार बदलने के लिए भी आवश्यक हो सकता है क्योंकि जब हम शुरू में योजना बनाते हैं तो हमें कई चीजों का पूर्वाभास नहीं कर सकते हैं और इसलिए परियोजना की प्रगति के सेट में योजना को बदलना होगा आप कार्य की योजना के रूप में परियोजना प्रबंधन गतिविधि को संक्षेप कर सकते हैं कि आप के साथ शुरू करने के लिए लागत प्रयास अनुसूची और फिर परियोजनाओं की प्लानिंग बनाना चाहिए और फिर स्टाफिंग करना चाहिए और फिर परियोजना शुरू होती है और मोटे तौर पर यह निर्देशन निगरानी और नियंत्रण है जिसे हम कहते हैं की योजना पर काम कर रहे हैं इसलिए परियोजना प्रबंधन गतिविधियों में अनिवार्य रूप से कार्य की योजना बनाना और योजना तैयार करना शामिल है इस चित्र में एक परियोजना प्रबंधक की प्रमुख जिम्मेदारियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है इसके साथ शुरू करने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करना परियोजना प्रबंधकों की जिम्मेदारी है व्यवहार्यता अध्ययन के द्वारा परियोजना प्रबंधक निर्धारित करता है कि क्या यह परियोजना करने के लायक है या नहीं परियोजना प्रबंधक समस्या को समझता है वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित करता है और फिर लागत का अनुमान लगाता है और तकनीकी व्यवहार्यता परियोजना प्रबंधक व्यवहार्यता अध्ययन के इस बिंदु पर निर्णय ले सकता है कि क्या परियोजना लागत के आधार पर व्यवहार्य है कि सॉफ्टवेयर को विकसित करने में शामिल लागत सॉफ्टवेयर से आय से अधिक है और क्या फिर परियोजना को छोड़ दिया जाए परियोजना प्रबंधक को यह भी पता चल सकता है कि तकनीकी रूप से परियोजना संगठन द्वारा नहीं की जा सकती है परियोजना शुरू करने की योग्यता नहीं है और या फिर परियोजना आगे नहीं बढ़ रही है लेकिन अगर यह लागत आवश्यकताओं और तकनीकी व्यवहार्यता को यह पूरा करता है तो परियोजना शुरू हो जाती है और यदि पहली गतिविधि योजना है तो प्रारंभिक योजना बनाई गई है कि आप इसे कैसे करते हैं यहां इसमें अवधि का आकलन करना प्रयास का आकलन करना और फिर संसाधन आवंटन और समय निर्धारण शामिल है जिसे हम योजना कहते हैं और एक बार जब योजना खत्म हो जाती है तो परियोजना शुरू हो जाती है और फिर हमारे पास परियोजना निष्पादन होता है जहां परियोजना प्रबंधक विपक्ष इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि योजना के अनुसार परियोजना कैसे आगे बढ़ती है और यहां परियोजना प्रबंधक का काम काफी हद तक निर्देशन निगरानी और नियंत्रण है व्यवहार्यता अध्ययन में परियोजना प्रबंधक दो मुख्य प्रकार की व्यवहार्यता के बारे में चिंतित है क्या यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और क्या यह व्यावसायिक दृष्टि से सार्थक है क्या यह आर्थिक रूप से संभव है और केवल जब यह संभव पाया जाता है तभी नियोजन किया जाता है और नियोजन के बाद परियोजना शुरू होती है और फिर परियोजना प्रबंधक का काम टीम का निर्देशन निष्पादन निगरानी और नियंत्रण होता है व्यवहार्यता अध्ययन के तुरंत बाद परियोजना की योजना शुरू होती है यदि यह परियोजना व्यवहार्य पाई जाती है और इसे करने लायक है तो योजना बनाई जाती है नियोजन में महत्वपूर्ण गतिविधि अनुमान लगाना है जैसा कि हम इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम विभिन्न आकलन तकनीकों को देखते हैं और यह इस पाठ्यक्रम का एक प्रमुख घटक है और एक बार अनुमान लगाने के बाद शेड्यूलिंग कौन क्या समय पर और कब पूरा होने की संभावना है तो यह परियोजना समयबद्धन है स्टाफिंग जोखिम प्रबंधन और कई अन्य योजनाएं हैं जिन्हें हमने यहां विविध योजना कहा है जैसा कि आप इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम अन्य योजनाओं को देखते हैं परियोजना शुरू होने के बाद निगरानी और नियंत्रण प्रमुख गतिविधि है यह व्यवहार्यता अध्ययन है और प्लानिंग पूरी हो गई है और इस प्रकार परियोजना शुरू हो जाती है परियोजना प्रबंधक का मुख्य कार्य निगरानी और नियंत्रण है निगरानी और नियंत्रण पूरी परियोजना अवधि के लिए रहता है परियोजना के शुरू होने से लेकर परियोजना के पूरा होने तक होती है और यहां परियोजना प्रबंधक को रोज़ाना प्रगति की जाँच करने की आवश्यकता होती है और यदि प्लानिंग के समय से जो प्रगति हासिल की गई है में विचलन होता है तो परियोजना प्रबंधक कुछ सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है और परियोजना प्रबंधक को यह भी पता लग सकता है कि योजना में क्या संशोधित करना आवश्यक है तो परियोजना प्रबंधक बैठता है योजना को संशोधित करता है यदि परियोजना में कोई समस्या है जो प्रगति में बाधा है तो वह नियंत्रित करता है परियोजना प्रबंधक नियंत्रण की कार्रवाई करता है उदाहरण के लिए कि डिज़ाइन में लंबा समय लग रहा है तो भूमिकाएँ बदल सकते हैं या अतिरिक्त डिज़ाइनर वगैरह ले सकते हैं जब भी समस्याएँ होती हैं उदाहरण के लिए हार्डवेयर के वितरण में देरी होती है तो परियोजना प्रबंधक समस्या को दूर करने के लिए हार्डवेयर को लीज पर देने का निर्णय ले सकता है इसलिए समाधान के साथ आने से जो कि परियोजनाओं के लिए नवाचार के रूप में परियोजना में उभरने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मर्ज करते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है जिससे न केवल यह पता चलता है कि परियोजना प्रबंधक एक मुख्य व्यक्ति है जो ग्राहकों के साथ लाइजनिंग करता है तथा शीर्ष प्रबंधन के साथ संपर्क करता है बल्कि अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ डेवलपर्स और अन्य हितधारक से भी संपर्क करता है यदि हम अपनी इस चर्चा को यहाँ इस आरेख में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं तो वह यह है कि परियोजना प्रबंधन गतिविधियाँ वास्तविक उत्पाद विकास शुरू होने से पहले शुरू करते हैं और यह परियोजना की योजना व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना की शुरुआत आदि है प्रोजेक्ट मैनेजर कई तरह की प्रक्रियाएँ करता है उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग शुरू करना भर्ती करना निगरानी करना इत्यादि इसलिए इन्हें हम परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं लेकिन जैसे जैसे विकास का काम शुरू होता है डेवलपमेंट टीम अपनी प्रक्रियाओं को करता है जिन्हें हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं उदाहरण के लिए वे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं वे डिजाइन को पूरा कर सकते हैं जिसे वे कोडिंग परीक्षण आदि कर सकते हैं जिन्हें हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं और इसी समय परियोजना प्रबंधक परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं को पूरा करता है और परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया पूरे परियोजना के जीवनचक्र तक चलता है जबकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस विकास जीवनचक्र के दौरान किया जाता है और परियोजना का जीवनचक्र इस आरेख में दिखाए गए विकास जीवनचक्र से अधिक लंबा होता है इसके साथ हम एक ब्रेक लेंगे और हम अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे धन्यवाद